सभी को नमस्कारपिछले लेक्चर में हमने देखा कि लो पास फिल्टर को हाई पास फिल्टर में कैसे रूपांतरित किया जाता है तो उदाहरण के लिए अगर हम बटरवर्थ या चेबीशेव हाई पास फिल्टर चाहते हैं तब हमबटरवर्थ या चेबीशेव लो पास फिल्टर के अनुरूप डिजाइन प्रारंभ करते हैं और सभी g पैरामीटर प्राप्त करते हैं और फिर हम क्या करते हैं हमें दो चीजें करने की आवश्यकता होती है पहला लो पास फिल्टर के सभी इंडक्टर कैपेसिटर हो जाएंगे और सभी कैपेसिटर इंडक्टर हो जाएंगे और हाई पास फिल्टर के लिए बड़े G पैरामीटर आसानी से 1gk के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं जहां g लो पास फिल्टर के अनुरूप पैरामीटर है और एक बार आप नए G पैरामीटर C और L के लिए प्राप्त कर लेते हैं तब आप इंपेडेंस और फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉरमेशन के द्वारा C और L की वैल्यू प्राप्त करते हैं और लो पास फिल्टर से बैंड पास फिल्टर के ट्रांसफॉरमेशन के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है

तो इन ट्यूनएविल इंडक्टर अथवा ट्यूनएविल कैपेसिटर को लेने की बजाय कई बार इन इंडक्टर और कैपेसिटर को हाथों से ट्यून करते हैं तो किसी को हाथ से इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू बदलनी पड़ती है इसलिए हाथों से बदलने की वजह फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित करने के लिए वैरेक्टर डायोड का उपयोग कर सकते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि वास्तव में एक वैरेक्टर डायोड क्या है वैरेक्टर डायोड को विस्तार से हम अगले लेक्चर में पड़ेंगे लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे दिए गए एक डायोड के विनिर्देश क्या है ठीक है तो यहां एक वैरेक्टर डायोड इनफाइनऑन से है यहां एक संख्या दी है तो देखते हैं कि वैरेक्टर डायोड का रिस्पांस क्या है आप क्या देखते हैं कि यहां Xअक्षस पर एक रिवर्स बायस वोल्टेज है और यह रिवर्स बायस वोल्टेज 0 से 4 वोल्ट तक परिवर्तित होता है और इसके अनुरूप यह कैपेसिटेंस है और आप देख सकते हैं कि अगर यहां रिवर्स बायस वोल्टेज 0 हैं तो कैपेसिटेंस वैल्यू 30 pF है और जैसे जैसे रिवर्स बायस वोल्टेज 0 से 4 बोल्ट तक बढ़ाते हैं कैपेसिटेंस की वैल्यू 30 pF से लगभग 5 pF तक घट जाती है वैरेक्टर डायोड के लिए बायसिंग सर्किट अगली स्लाइड में देखेंगे तो यहां हमने एक उदाहरण आसान फिल्टर का लिया तो यह देखते हैं कि हमने क्या किया यह पोर्ट 1 है आप देख सकते कि हमने यहां एक डीसी ब्लॉक कैपेसिटेंस को रखा है मैं आपको बताऊंगा कि यह हमने क्यों रखा तो यह इनपुट आउटपुट की तरफ जा रहा है हमारे पास वह लंबाई है जो कि हमने एक उदाहरण में ली और लंबाई के छोर पर हमने एक वैरेक्टर डायोड को रखा है तो जैसा कि मैंने बताया वैरेक्टर डायोड और कुछ नहीं करता है बल्कि एक परिवर्तनशील कैपेसिटर है यह खासकर उस वैरेक्टर डायोड के लिए बायसिंग सर्किट है तो देखते हैं कि यहां क्या है ये V वायस है जहां श्रेणी में एक रजिस्टर और इंडक्टर है जिसको इस वैरेक्टर डायोड से जोड़ा गया है अभी यहां देखते हैं कि R और इंडक्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए यह निर्भर करती है कि इस विशेष वैरेक्टर डायोड के लिए कितनी करंट की आवश्यकता है इसलिए आपको वैरेक्टर डायोड के विनिर्देशों का अध्ययन करना पड़ेगा वै आपको बताएंगे कि वास्तव में आपको एक बायसिंग करंट आवश्यक है जिसकी वैल्यू 1mA या 01mA हो सकती है अथवा 10 mAहो सकती है यह डायोड डायोड पर निर्भर करता है तो कृपयादेखें कि इसके लिए बायसिंग करंट की वैल्यू क्या है और उसी के अनुसार R की वैल्यू का चयन करें यह इंडक्टर मूलरूप से यहां एक RF चोक की तरह कार्य कर रहा है इसका मतलब है कि इंडक्टेंस बहुत ज्यादा है तो यहां हम बायस वोल्टेज को परिवर्तित करते हैं हम देखते हैं कि अगर यह 0 वोल्ट है तो इसके लिए कैपेसिटेंस 30 pF होगा और अगर यह V बायस वोल्टेज 4 वोल्ट के आसपास है तब इस वैरेक्टर डायोड के द्वारा कैपेसिटेंस 5 pF मिलता है और अब आप यहां देख सकते हैं कि हमने यहां एक रजिस्टर रखा है मूलरूप से यह करंट को सीमित करता है यहां इंडक्टर और कुछ नहीं बल्कि एक RF चोक अथवा सामान्य रूप से हम इंडक्टर की वैल्यू ज्यादा लेते हैं जिससे एसी सिग्नल के लिए यह एक ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है अन्यथा अगर आप इसको यहां नहीं रखते हैं तो यह एसी सिग्नल इस डीसी बायस के द्वारा शार्ट हो सकते हैं अब यहां हम कैपेसिटेंस क्यों लेते हैं इन कैपेसिटर को लेने का कारण यह है कि यह DC वोल्टेज इनपुट की तरफ नहीं जाना चाहिए या आउटपुट की तरफ नहीं जाना चाहिए इसलिए हम DC ब्लॉक कैपेसिटर लेते हैं अब इस ब्लॉक कैपेसिटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए अब मैं आपको यह सवाल सोचने पर मजबूर करूंगा कि DC ब्लॉक कैपेसिटर के लिए सही वैल्यू क्या है तो यह 1 µF हो तो यह 100 µF हो तो यह 1 nF हो या फिर यह 1pF हो अभी मैंने इसका उद्देश बताया कि यह DC ब्लॉक कैपेसिटर वांछित फ्रीक्वेंसी पर एक शार्ट सर्किट की तरह कार्य करता है तो हम जानते हैं कि Z 1jωC के बराबर होता है तो C की वैल्यू अधिक होने पर Z कम होगा तो सहजता से हम सोच सकते हैं की हम यह कैपेसिटर 100 माइक्रोफैरड या 1 माइक्रोफैरड ले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैपेसिटेंस की यह सही वैल्यू नहीं है क्योंकि यह कैपेसिटेंस माइक्रोवेव फ्रिकवेंसी पर कार्य नहीं करते हैं देखें माइक्रोवेव फ्रिकवेंसी परइनमें से अधिकांशकैपेसिटेंस हो सकता हैं कि एक कंडक्टर की तरह कार्य करने लगेठीक है देखें ये सभी कैपेसिटर समांतर अनुनाद रखते हैं और सभी इंडक्टर श्रेणी अनुनाद रखते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ फ्रीक्वेंसी तक यह इंडक्टर की तरह कार्य करेगा इसके बाद यही एक कैपेसिटर की तरह कार्य करेगा तो इन कपलिंग कैपेसिटर की सही वैल्यू यह होगी कि जो आप गणना करते हैं किसी दी गई फ्रीक्वेंसी पर संबंधित इंपेडेंस क्या है तो हम जानते हैं कि इनपुट पोर्ट सामान्यता 50 ओम हैं तो यह इंपेडेंस हमेशा 5 ohm से कम होना चाहिए क्योंकि यह 50 है तो 5 ohm इसका लगभग दसवां हिस्सा होगा लेकिन सामान्य रूप से कहें अगर आप इस इंपेडेंस को 05 ohm से 1 ohm के आसपास लेते हैं तो यह पर्याप्त है तो इसका मतलब है कि अगर आप 1GHz पर कार्य कर रहे हैं तो आप 1 µF या 100 µF को नहीं ले रहे हैं यहां तक कि 1nF 100 से 500 pF के उच्च पक्ष पर थोड़ा सा होगा यहाँ से जुड़ने के लिए यह अच्छा विकल्प होगा इसी तरह यहां इंडक्टर के लिए इंडक्टर एक ओपन सर्किट की तरह कार्य करना चाहिए अब Z jωL तो फिर से हम आसानी से सोच सकते हैं कि इंडक्टर जितना संभव हो सके अधिक होना चाहिए एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप 1µH लेते हैं एक 1 µH इंडक्टर 1 GHz पर कार्य नहीं कर सकता है यह हो सकता है एक कैपेसिटर की तरह कार्य करें एक इंडक्टर कैपेसिटर की तरह कार्य क्यों करता है आप इसके बारे में सोच सकते हैं यहां इस तरह का एक तार है तो हम हमेशा इसे इंडक्टर की तरह सोचते हैं प्रत्येक मोड के बीच में कैपेसिटेंस क्या होगा तो सामान्य रूप से कहें कम फ्रीक्वेंसी पर यह ना के बराबर होता है लेकिन अधिक फ्रीक्वेंसी पर यह तुलनीय बन जाता है सामान्य रूप से कहें तो अधिकतर इंडक्टर श्रेणी में अनुनाद देते हैं तब असल में एक निश्चित फ्रीक्वेंसी के बाद यह एक इंडक्टर की तरह कार्य नहीं करता है तो फिर से इंडक्टर की सही वैल्यू लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है तो इंडक्टर की वैल्यू चयन करने का तरीका क्या है जैसा मैंने बताया Z jωL तो दी गई फ्रीक्वेंसी के लिए हम जानते हैं कि ओमेगा क्या है Z की वैल्यू इस प्रकार चयन करते हैं कि यह पोर्ट इंपेडेंस की तुलना में 10 गुनी अधिक हो हम जानते हैं कि पोर्ट इंपेडेंस 50 ohm है इसलिए यह Z की वैल्यू 500 ohm से अधिक चयन करते हैं लेकिन निश्चित रूप से 5 किलो ओम से अधिक नहीं तो इसके अनुरूप इन वैल्यू का चयन करते हैं तो कृपया यह समझे कि माइक्रोवेव फ्रिकवेंसी पर यह चीजें बहुत ही जरूरी है कि आप इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू का चयन करते समय कितनी सावधानी रखते हैं तो अब हमने यह क्या किया